सुप्रभात अब इन सभी मामलों में हम यह चर्चा कर रहे थे कि किसी विशेष उत्पाद का बेहतर उत्पादन कैसे किया जाए ताकि आप उससे लाभ कमा सकें इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि यह आम तौर पर ऑटो इकोनॉमी ऑफ स्केल के रूप में जाना जाता है यह है कि यदि आप बहुत परिष्कृत मशीनों का उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं तो स्वचालन के आशीर्वाद के कारण आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसे पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है लेकिन एक पूरी तरह से अलग तरह की अर्थव्यवस्था है जो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है जिस का महत्व पहली बार 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखा गया और यह 21 वीं सदी में और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है और इसे दायरा का अर्थव्यवस्था कहा जाता है अब दायरा की अर्थव्यवस्था क्या है यह समझने में सक्षम होने के लिए हमें पहले विनिर्माण वातावरण को देखना होगा इसलिए आज का विनिर्माण वातावरण वास्तव में बहुत गतिशील है अब इससे मेरा क्या मतलब है कि यह समझने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा एक उत्पाद कैसे दिया जाता है किसी दिए गए उत्पाद का जीवन चक्र क्या होता है वे कौन से चरण होते हैं जिससे यह गुजरता है ताकि अंत में इसका उत्पादन किया जाए और बाजार में बेचा जाए और अंत में प्राकृतिक जीवन समाप्त हो जाए ताकि दूसरा उत्पाद अस्तित्व में आ जाए वस्तुओं की कल्पना की जाती है डिजाइन किया जाता है निर्माण किया जाता है और बेचा जाता है इसलिए प्रत्येक दिए गए उत्पाद का वास्तव में एक विशेष जीवनकाल होता है तो इसे समझने के लिए पहला चरण उत्पाद अवधारणा और उत्पाद डिजाइन है उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आपके पास है इसलिए इस स्तर पर आपने एक उत्पाद की कल्पना की है कि आप इस चीज को बनाना चाहते हैं और उसके बाद आप इसे डिजाइन भी कर चुके हैं लेकिन एक बार आप आपने इसे डिजाइन किया है आपको वास्तव में योजना बनानी है और आपको वास्तव में उपकरण स्थापित करना है ताकि आप इसका निर्माण कर सकें इसलिए आपको अपना कारखाना स्थापित करना होगा आपको अपनी उत्पादन दक्षता को बदलना होगा उसके बाद आपको वास्तव में उत्पादन करना है यानी जब आपको वास्तव में उत्पादन करना है और आपको गुणवत्ता नियंत्रण करना है और समय के इस बिंदु पर यह कारखाने से बाहर बाजार जाएगा और बिकेगा अब बाजार में बाज़ार से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी आपको उपभोक्ता सर्वेक्षण से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया मिलेगी और साथ ही निरंतर अनुसंधान एवं विकास चल रहा होगा इसलिए लोग बेहतर निर्माण प्रक्रियाओं बेहतर नियंत्रण बेहतर सामग्री के साथ आने जा रहे हैं जो आपको नए उत्पादों की कल्पना करने में सक्षम करेगा जो कि बेहतर हैं जो बहुत अधिक बिकेंगे और शायद लागत उत्पादन कम होगा इसलिए आप फिर से एक नए उत्पाद की कल्पना करें आप इसे फिर से डिज़ाइन करते हैं आप प्रक्रिया नियोजन स्थापना करते हैं और फिर से आप इसका उत्पादन करते हैं इसलिए आप देखते हैं कि यह एक चक्र है कि एक उत्पाद अपने गर्भाधान के समय से लेकर उसके बेचने के समय तक एक निश्चित जीवन है अब यह जीवन निर्माण प्रणालियों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है तो आइए देखते हैं कि इस स्थिति में क्या हो रहा है तो यहां हमारे पास दायरा की अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और RD लगातार उत्पाद का विकास कर रहे हैं और सभी पुराने उत्पाद को नए उत्पाद से विस्थापित किया जा रहा है और यह निरंतर प्रक्रिया है जिसका मतलब है उत्पाद के बदले उत्पाद यह जीवनचक्र लगातार कम हो रहा है उदाहरण के लिए पीसी बाजार को देखें आज लगभग हर छह महीने में आपको पीसी के एक नए संस्करण मिल रहे हैं कैबिनेट से लेकर बिजली की आपूर्ति मदरबोर्ड से लेकर रैम से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर जगह बदलाव आ रहा है अब ये बहुत जटिल उपकरण हैं जरा सोचिए कि मदरबोर्ड जैसे जटिल उपकरण को डिजाइन करना होगा इसका उत्पादन करना होगा इसकी मार्केटिंग करनी होगी बिक्री करनी होगी और छह महीने बाद यह विकृत होने वाला है यह दूसरे उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा इसलिए 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा मतलब उत्पाद को बेचना और लाभ कमाना होगा इसका मतलब उत्पाद का जीवनकाल काफी कम हो चुका है इसका मतलब यह है कि उत्पाद का जीवनचक्र कम है इसलिए संपूर्ण उत्पाद का जीवनचक्र अवधारणा डिजाइन प्रक्रिया योजना स्थापना उत्पादन सब कुछ तेज करना होगा आप इसे कैसे तेज कर सकते हैं आप इस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते यदि आप उत्पाद के डिजाइन प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते जो तेजी से पुन संयोजन करने योग्य हैं इसलिए आपके पास ऐसी मशीनें होनी चाहिए जो आज इस तरह की पीसीबी और कल दूसरी तरह की पीसीबी को पूरी तरह से अलग पीसीबी बना सकें इसलिए उन्हें तेजी से पुन विन्यास करने योग्य होना चाहिए और इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है तो यह सिस्टम कैसे बना सकता हूं जो तेजी से पुन संयोजन योग्य हो यह केवल स्वचालन की सहायता से तेजी से पुन संयोजन करने योग्य हो सकता है तो यह एक पहलू है तथा दूसरा पहलू यह है कि जब तक मान लीजिए कि आपने अभी एक मशीन का निर्माण किया है यह मशीन एक उत्पाद X के लिए बहुत अच्छी बिल्कुल कुशल मशीन है तो यदि यह केवल उत्पाद एक्स के लिए है तो आप हमेशा सोचेंगे कि यदि उत्पाद X प्रचलन से बाहर हो जाता है तो मेरी मशीन का क्या होगा जिस पर मैं इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूं दूसरी बात यह है कि अगर उत्पाद की पर्याप्त मांग नहीं है तो इस मशीन का उपयोग करते हुए क्या मैं उसी मशीन से उत्पाद Y का निर्माण भी कर सकता हूं तो क्या मैं अन्य बाजारों का पता लगा सकता हूं तो क्या मैं अपनी निर्माण प्रणाली को तेजी से पुन संयोजित कर सकता हूं ताकि कभी कभी मैं उत्पाद X का निर्माण और कभी कभी मैं उत्पाद Y का निर्माण कर सकूं और कभी कभी मैं उत्पाद Z का निर्माण कर सकूं अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं अपनी मशीन का उपयोग कर सकता हूं और मैं तीन अलग अलग बाजारों का लाभ उठा सकता हूं तो इसके लिए भी पुनर्संरचना आवश्यक है इसलिए यह गुंजाइश की अर्थव्यवस्था है और 21 वीं सदी की स्वचालन प्रणाली इस दायरे की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी अब हम उन उत्पादन प्रणालियों के प्रकारों को देखते हैं जो आम तौर पर मौजूद हैं उत्पादन प्रणाली का एक व्यापक वर्गीकरण है इसलिए आम तौर पर उत्पादन प्रणालियों को व्यापक रूप से निरंतर प्रक्रियाओं निरंतर निर्माण और असतत निर्माण में वर्गीकृत किया जाता है इसलिए जिन चीजों को आप एक दो तीन के रूप में गिन सकते हैं इसलिए आपके पास घड़ियाँ हैं आपके पास साइकिलें हैं यह निर्मित असतत निर्माण है दूसरी ओर ऐसी चीज़ें जिन्हें आप आम तौर पर मापते हैं संख्या के रूप में नहीं जैसे कि तेल स्टील सीमेंट जो एक सतत प्रक्रिया है सही तो फिर से निरंतर प्रक्रियाओं को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है एक को निरंतर प्रवाह प्रक्रिया कहा जाता है जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि एक उत्पाद काफी समय के लिए निर्मित होता है और लगातार एक उत्पाद का निर्माण चलता रहता है जैसे कि हम कहते हैं कि तेल रिफाइनरी या स्टील प्लांट बहुत बड़े कारखाने हैं शायद चार या पांच प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं जैसे कि गैसोलीन पेट्रोल मिट्टी का तेल ये एक रिफाइनरी के विशिष्ट उत्पाद प्रकार हैं इसी तरह आपके पास एक बैच हो सकता है एक बैच प्रक्रिया जहां उत्पाद की मात्रा अधिक होती है मेरा मतलब है कि जब उत्पाद की किस्में संख्या में अधिक होती हैं लेकिन उत्पाद की मात्रा कम होती है आमतौर पर फार्मास्यूटिकल्स या हम पेंट कहते हैं तो आपके पास बड़ी संख्या में उत्पाद हैं वे अभी भी निरंतर प्रक्रिया हैं लेकिन प्रत्येक का निर्माण कम मात्रा में होता है बिल्कुल वैसा ही वर्गीकरण असतत निर्माण के लिए मौजूद है एक प्रकार यह है कि जहां कम संख्या में किस्में होती है वहां भारी संख्या में उत्पादन होता है मान लीजिए साइकिल या कुछ उपकरण जैसे कोई कारखाना मिक्सर का उत्पादन करता है या टेलीविजन का तो दूसरी ओर इसके विपरीत इसके लिए एक प्रकार की फैक्टोरियल n जॉब शॉप है उदाहरण के लिए मान लें कि हम मशीनिंग फैक्ट्री कहते हैं तो प्रत्येक ग्राहक एक ड्राइंग के साथ आता है इसलिए एक नई ड्राइंग के साथ इसलिए हर टुकड़ा जो आप बना रहे हैं शायद हर ग्राहक 100 पीस या 2000 पीस का ऑर्डर देता है लेकिन प्रत्येक ग्राहक अद्वितीय उत्पाद के साथ आता है जिसमें न केवल अलग अलग ज्यामिति शामिल होती हैं बल्कि इसमें विभिन्न निर्माण प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं जैसे टर्निंग ड्रिलिंग ग्राइंडिंग मिलिंग और उन्हें अलग अलग क्रम में लागू किया जा सकता है इसलिए हर काम नया है इसलिए यह उत्पादन प्रणालियों का वर्गीकरण है और अगर आप उन्हें व्यवस्थित करते हैं तो आप देखेंगे कि वे मात्रा विविधता चार्ट पर कैसे दिखते हैं तो इस तरफ यह एक ग्राफ है और इस तरफ आपके पास दिए गए प्रत्येक प्रकार के उत्पाद के लिए मात्रा है और इस तरफ आपके पास कारखाने द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं तो इस तरफ ये निरंतर प्रवाह प्रक्रियाएं हैं जहां उत्पाद की विविधता शायद सबसे कम 3 4 5 है लेकिन प्रत्येक उत्पाद की भारी मात्रा में उत्पादन होता है इसलिए कुछ बुनियादी उद्योग जैसे तेल रिफाइनरी लोहा और इस्पात कुछ रसायन सीमेंट कागज उर्वरक ये आमतौर पर हैं निरंतर प्रवाह प्रक्रिया दूसरी ओर असतत निर्माण है निरंतर प्रवाह प्रक्रियाओं के प्रतिरूप में आपके पास असतत उत्पाद का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है इसलिए साइकिल जिसकी चर्चा हमने निरंतर प्रसंस्करण में की है आपके पास फाउंड्री की दुकानें हैं जहां आप जानते हैं कि पिघला हुआ धातु कास्टिंग हो जाता है और फिर प्रत्येक कास्टिंग वास्तव में अलग होती है कास्टिंग धातु अलग हो सकती है तो खाद्य प्रसंस्करण में भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं तो यहाँ फिर से विविधता अधिक है प्रत्येक किस्म की उत्पादन मात्रा कम है और चरम पर आपके पास नौकरी की दुकानें हैं जहां हर उत्पाद जो आपको मिल रहा है वह एक नया उत्पाद होने की संभावना है इसलिए ये मूल रूप से हम इन उत्पादन प्रणालियों को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले उत्पादित मात्रा के संदर्भ में और दूसरा प्रकार के संदर्भ में उत्पाद का इतना लचीलापन अभी निर्माण में आवश्यक है इसलिए अब हम देखेंगे कि इन विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों के लिए कैसे विभिन्न प्रकार के ऑटोमेशन सिस्टम हैं वे अब दिए गए प्रकार के उद्योगों के लिए उपयुक्त होंगे इसलिए हमारे पास है आइए हम विभिन्न प्रकार की स्वचालन प्रणालियों को फिर से चार प्रकारों में वर्गीकृत करें तो सबसे पहले तो वे फिक्स्ड ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन और इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन हैं इसलिए आइए प्रत्येक के बारे में देखें विशेषताएं यह हैं कि आपने आमतौर पर उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा के लिए उपयोग किया है इसलिए आपको अपने स्वचालन को उस विशेष उत्पादन के लिए वास्तव में ट्यून करने की आवश्यकता है उपकरण बहुत समर्पित उत्पाद होते हैं उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग वास्तव में नहीं हो सकता है मेरा मतलब है कि धातुकर्म अनुसंधान आदि के कारण उत्पाद विविधताएं अभी भी हैं लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया है और आम तौर पर उत्पादों का जीवन काल बहुत बड़ा होता है इसलिए वहां आप कर सकते हैं और वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि समर्पित उपकरणों के निर्माण से आपको इतना पैसा मिलता है कि समर्पित उपकरण उपयोग किया जा सकता है जो कम अनम्यता है लेकिन उस निर्माण प्रक्रिया के लिए बहुत अधिक कुशल है इसलिए आपके पास मूल रूप से एक बहुत ही निश्चित और कुशल संचालन है तो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस या स्टील पिघलने वाली भट्टी या निरंतर ढलाईकार ये ऐसे उपकरण हैं जिनके लंबे जीवन की संभावना है और यह इतनी सारी सामग्री बहुत अधिक ऊर्जा को संभालते हैं जो इन्हें कुशल उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल बनाता है इसलिए कारखाने के आम तौर पर दो प्रकार होते हैं निरंतर प्रवाह और असतत थोक उत्पादन इस चक्र के अधिकतम भाग की जीवन अवधि काफी लंबी होती है इस तरह के ऑटोमेशन कंट्रोल उदाहरण के लिए स्टील ऑयल रिफाइनरी हैं यह ऑटोमेशन के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें बदलने की जरूरत नहीं होती है जब इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है उदाहरण के लिए कन्वेयर मेन लगभग हमेशा एक जैसा होता है इसलिए यह नियत ऑटोमेशन पेंट है इसलिए उदाहरण के लिए मारुति 800 मारुति 800 लंबे समय तक बदलती रहती है लेकिन परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होते हैं इसलिए प्रत्येक भाग उचित समय के लिए अपरिवर्तित रहता है मेरा मतलब है कि समर्पित उपकरणों पर निवेश अब धीरे धीरे सार्थक करें अब यदि आप प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को देखें तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन वह है जहां आपको निरंतर बदलाव की जरूरत है जरूरत नहीं है कि हर 1 दिन हो हर 1 घंटे हो लेकिन यहां आपको कम से कम शायद प्रत्येक सप्ताह में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी या प्रत्येक महीने में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी इसलिए चूंकि बुनियादी उपकरण का जीवन एक महीने से अधिक होने वाला है इसलिए आपको इसे प्रोग्राम करने योग्य बनाने की आवश्यकता है ताकि यथोचित आसानी से आप संचालन के क्रम को बदल सकें तो ऐसा है कि इसमें ऑपरेशन का परिवर्तनशील क्रम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है इसलिए यह पहले आया था यह असतत उत्पादन के लिए संख्यात्मक नियंत्रण में अस्तित्व में आया था इसलिए फिर से आपके पास बैच प्रक्रिया है आपके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन है जहां आप अभी भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं लेकिन अब आपके उत्पाद की विविधता में वृद्धि हुई है इसलिए आपको बदलाव करने की आवश्यकता है इसलिए यह उचित रूप से तेज़ होना चाहिए शायद इसकी आवश्यकता नहीं है ऑपरेटरों द्वारा किया जा सकता है लेकिन यह इंजीनियरों द्वारा किया जा सकता है मान लें कि यदि आप इसे हर महीने बदलना चाहते हैं तो शायद आपको बदलने के लिए एक दिन से भी कम समय लगेगा इस तरह के स्वचालन के उदाहरण होंगे आइए हम कहते हैं कि संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीनें विभिन्न प्रकार के असेंबली रोबो हैं जो अलग अलग वस्तुओं को उठाएंगे और इसे एक अलग स्थान पर रख देंगी इसलिए यदि अनुक्रम बदलता है तो इस असेंबली रोबो को भी बदलने की आवश्यकता है ताकि यह अब एक अलग जगह से वस्तुओं को चुन सके और उन्हें रख सके इसके विपरीत जैसे जैसे दायरे की अर्थव्यवस्था बढ़ती है हमारे पास विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जहाँ चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी इसलिए हमारे पास वहां लचीला स्वचालन का होना आवश्यक है इसलिए अब एक दिन में कई बार बदलाव किए जाएंगे और बदलाव ऑपरेटरों द्वारा किया जाना है इसलिए उन्हें तेजी से करना होगा क्योंकि अगर परिवर्तन में समय लगता है तो आप निष्क्रिय समय खो देंगे जबकि आप उत्पादन समय को अधिकतम करना चाहते हैं इसलिए मशीनें अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कंप्यूटर नियंत्रित हो सकती हैं ताकि ऑपरेटरों को पता चल सके इसे कैसे संचालित करना है मेरा मतलब है कि इनमें से कई परिवर्तन पूर्व प्रोग्राम किए जाने चाहिए ताकि ऑपरेशन मिश्रित विकल्प से कुछ कॉन्फ़िगरेशन चुनता है शायद कुछ पैरामीटर समायोजित करना चाहिए और बाकी स्वचालित रूप से किया जाता है इसी तरह सामग्री हैंडलिंगको भी ऐसे ही प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि अगर कदम बदलता है तो पुर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा और यदि आप यहां सामग्री प्रबंधन उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे आप बहुत आसानी से भागों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको प्रोग्राम करने योग्य सामग्री प्रबंधन की आवश्यकता है इसलिए कारखाने के प्रकार नौकरी की दुकानें हैं जहां हर हिस्से को एक अलग अनुक्रम की आवश्यकता होती है और जहां बैच प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं जो पीछे की आहों पर निर्भर करती हैंजिसके कारण प्रक्रिया संचालन का क्रम बदल जाएगा तो इनका उदाहरण CNC मशीनिंग केंद्र और निर्देशित वाहन स्वचालित निर्देशित वाहन हैं ये सभी जो प्रोग्राम करने योग्य और लचीले हैं वे मुख्य रूप से एक सीमित विशेष सीमा पर स्वचालन से संबंधित हैं इसलिए आप स्थानीय स्वचालन के बारे में बात कर रहे हैं शायद एक दुकान के भीतर या शायद भागों के भीतर एक दुकान या शायद केवल एक या दो मशीनों को शामिल करना अब यदि आप पूरी फैक्ट्री को बहुत ही एकीकृत तरीके से और बहुत ही इष्टतम तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन सभी स्वचालन को एकीकृत करने के एक स्वचालन प्रणाली बनानी होगी जो एक दूसरे के बीच सामंजस्य बैठा सके जिसे हम एकीकृत स्वचालन कहते हैं जहां आपके पास ऑटोमेशन सिस्टम के तहत पूरी फैक्ट्रियां हैं तो आइए अब इन विशेषताएं के बारे में जाने पहली विशेषता ये हैं कि ये वास्तव में ऑटोमेशन की सबसे महंगी किस्म हैं और वे वहां सबसे पहले उन्नत अनुकूलन एल्गोरिदम की विशेषता है जिसमें बहुत सारा ज्ञान निर्मित है इन मशीनों में वे वास्तव में बहुत परिष्कृत मॉडल के आधार पर बहुत सारी गणितीय गणना करते हैं और बहुत कम विक्रेता हैं जिन्हें यह ज्ञान है जो आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि कैस्टर अल्पाइन वे स्टील बनाने वाले कंपनी हैं और वे दुनिया भर में कारखानों को अपनी सलाह देते हैं इसलिए वे स्पष्ट रूप से कंप्यूटर पर आधारित बहुत उन्नत ज्ञान और एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं फिर इन कारखानों का एक महत्त्व यह है कि उनमें बहुत संचार आया है इसलिए आपको विभिन्न भागों को एकीकृत करना होगा ताकि आपके पास कंप्यूटर संचार हो और यहाँ धीरे धीरे स्वचालन में प्रवृत्ति यह है कि उत्पादन और प्रबंधन को एकीकृत किया जाना चाहिए जो कि इन्हीं से है विपणन कार्यालयों में बुकिंग के आदेश जल्दी से होने चाहिए मेरा मतलब है कि व्यवसाय के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से संचालित किया जाना चाहिए और इस प्रकार यदि आपको अचानक से अत्यधिक ऑर्डर आने लगे तब सामग्री अधिप्राप्ति उत्पादन सुविधा बढ़ सकती है इन्वेंट्री क्षमता बदल दी जाएगी और चीजें लाइन में हो जाएंगी और आरकेस्ट्राकी तरह कार्य करेंगे तो इस प्रकार से एकीकृत स्वचालन का नाम दिया जाता है और इसे सभी प्रकार के कारखानों में लगाया जा सकता है लेकिन चूंकि वे इतने महंगे हैं इसलिए आम तौर पर वे वास्तव में बहुत बड़े कारखानों पर लागू होते हैं अन्यथा लागत को उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसका विशिष्ट उदाहरण रासायनिक प्रक्रिया स्वचालन बड़े रासायनिक प्रक्रिया स्वचालन और संयंत्र व्यापी CIM है CIM जिसका अर्थ कंप्यूटर एकीकृत उत्पादन तो अब हमने देखा है कि जैसे जैसे हम विभिन्न प्रकार के कारखानों के लिए जाते हैं वैसे वैसे आपको उनके लिए विभिन्न प्रकार के स्वचालन की भी आवश्यकता होती है तो स्टील प्लांट में मशीनों के लिए आपको स्थानीय स्तर पर बहुत निश्चित प्रकार के स्वचालन की आवश्यकता हो सकती है लेकिन उदाहरण के लिए समन्वय के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप और स्टील मेल्टिंग शॉप में आप जो निरंतर कास्टर देखते हैं उसमें आप गर्म स्टील डाल रहे हैं इसलिए इस गर्म स्टील में एक सामग्री हैंडलिंग सिस्टम द्वारा निरंतर ढलाईकार में ले जाने के लिए जहां इसे डाला जाना है अब अगर किसी कारण से यह निरंतर ढलाईकार और स्टील पिघलने की दुकान सिंक्रनाइज़ नहीं होती है फिर लेडल जिसमें आप गर्म धातु ले जा रहे हैं और जिसे आप कास्टर में रखते हैं जिसे विभिन्न समस्याओं के कारण विभिन्न स्थानों पर इंतजार करना पड़ सकता है और इस प्रक्रिया में यह ठंडा हो सकता है और कुछ शर्तों के साथ निरंतर कास्टर में आप इस स्टील को डाल सकते हैं इसका एक निश्चित तापमान होता है इसलिए समन्वय की कमी के कारण आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि एक विशेष लेडल को निरंतर कास्टर में नहीं डाला जा सकता है और इसी कारण से इसे स्लैब कास्टर में डाला जाता है जहां यह स्टील बहुत कम कीमत पर बिकेगा इसलिए स्टील के कारखानों में आपको एक प्रकार की संगठन की आवश्यकता होती है जबकि दूसरी तरफ यदि आपके पास साइकिल के कारखाने हैं सब लोग यह सोच रहे हैं कि वे पूरजों को खुद से तैयार करेंगे और ग्राहक के लिए कस्टमाइज साइकल का आदेश देंगे अर्थात आप एक खास प्रकार के सीट एक खास प्रकार के हेंडलबार्स और एक खास प्रकार के गियर चक्र को चुनेंगे तो अब हर ऑर्डर एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर बन जाता है तो आप देखते हैं एक फैक्ट्री जो अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही थी वह उसी मात्रा में निर्माण करने की कोशिश कर रही है लेकिन यह सिर्फ बाजारों पर कब्जा करने के लिए विविधता बढ़ाने की कोशिश कर रही है इसलिए यह उन्नत स्वचालन के कारण ही संभव हो रहा है इसलिए यह हमें हमारे व्याख्यान के अंत में लाता है और इससे पहले कि हम अपने पाठों की समीक्षा करें तो हमने आज क्या किया है हमने औद्योगिक स्वचालन की एक परिभाषा देखी है और अच्छी तरह से हमने स्वचालन नियंत्रण के बारे में चर्चा की है हम में से अधिकांश जानते हैं क्योंकि हमने पहले से ही नियंत्रण पाठ्यक्रम में इसे पढ़ा है वास्तव में नियंत्रण स्वचालन का एक हिस्सा है जो दिन दिन मिनट मिनट इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करता है जबकि भौगोलिक दृष्टि से और समय के साथ साथ कार्यक्षमता में स्वचालन बहुत बड़ा है इसलिए हमने उस परिभाषा को देखा है फिर हमने अपने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित किया है हमने ऑटोमेशन उद्योग की भूमिका को रेखांकित किया है और यह कैसे मुनाफे में आपकी मदद कर सकता उसे भी देखा हमने पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्था के बीच अंतर किया है मेरा मतलब हमने विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों को देखा और यहां विभिन्न प्रकार के ऑटोमेशन सिस्टम है जिसे हमने संक्षेप में अध्ययन किया और यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं क्या आप उदाहरण देने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे औद्योगिक स्वचालन दायरा की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और कैसे उत्पादन की लागत को कम करता है स्वचालन को परिभाषित करें तथा यह नियंत्रण से कैसे अलग है उसे एक उदाहरण के साथ वर्णन करें विशिष्ट औद्योगिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार की स्वचालन प्रणालियों की उपयुक्तता की व्याख्या करें तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने अगले पाठ में औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों की वास्तुकला देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद